अब हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल श्रृंखला के लेक्चर पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे आज हम अलग अलग प्रोटोकॉल स्टैक पर विभिन्न सर्विसेज का क्विक ओवरव्यू करेंगे इसलिए यदि आप हमारी पिछली चर्चा को याद करते हैं तो हमने यह देखने की कोशिश की कि यह इंटर नेटवर्किंग कैसे संभव है और मुख्य रूप से यह अवधारणा एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है ताकि इंटरमीडिएट नेटवर्किंग डिवाइस उस लेयर तक सक्षम हो जाएं जो उसे देखने वाली है जैसे हम देखते हैं कि क्या यह एक साधारण हब या रिपीटर है तो यह फिजिकल लेयर तक देख सकता है अन्य सभी लेयर इस फिजिकल लेयर के लिए एक पेलोड होंगी दूसरी ओर यदि हम एक राउटर को देखते हैं तो उसमें एक नेटवर्क लेयर है तो यह नेटवर्क लेयर के स्तर पर पैकेट को देख सकता है या कभी कभी IPDR या इंटर नेटवर्किंग लेयर और चीजों के प्रकार को भी कह सकता है राइट तो ये प्रोटोकॉल स्टैक हमें विभिन्न डिवाइसेज को डिजाइन करने की अनुमति देते हैं और हमें हिट्रोजीनियस डिवाइसेज और सर्विस के बीच इंटरप्रेट करने की भी अनुमति देते हैं आज हम टीसीपीआईपी TCPIP प्रोटोकॉल स्टैक के विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली अलग अलग टिपिकल सर्विसेज को देखेंगे हम बस इसे देखेंगे इसलिए हमारे बाद के लेक्चर में हम इस स्टैक को व्यक्तिगत रूप से देखते रहेंगे जैसे कि वे कैसे व्यवहार करते हैं अब बस एक क्विक रीकैप करते हैं इसलिए जब हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोटोकॉल क्या कहता है प्रोटोकॉल एक ही सिस्टम में और पीयर सिस्टम की लेयर्स के बीच इंटरफेस को परिभाषित करता है तो यह सेट ऑफ रूल्स है सेट ऑफ गाइडलाइंस हैजिसके द्वारा अलग अलग एप्लिकेशन या सर्विसेज एक ही सिस्टम में या पियर सिस्टम चीजों के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं इसलिए प्रोटोकॉल मूल रूप से हमें इंटर आपप्रेट करने की अनुमति देता है यह किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर का मूलभूत अंग हैजो हम पहले ही देख चुके हैं प्रत्येक प्रोटोकॉल ऑब्जेक्ट में दो अलग अलग इंटरफेस होते हैं इसलिए मोटे तौर पर दो अलग अलग इंटरफेस होते हैं पहला सर्विस इंटरफेस है यह उन ऑपरेशंस को डिफाइन करता है जो ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोटोकॉल पर परफॉर्म किए जाएंगे यह कुछ इंटरफ़ेसेज को रखते हैं जो प्रोटोकोल पर किए जाने वाली सर्विसेस को एक्सप्लोर करते हैं दूसरा है पीयर टू पीयर इंटरफेस यह पियर के साथ मैसेज एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करता है यह ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं जो ऑब्जेक्ट द्वारा उस प्रोटोकॉल पर किया जा सकता है इनके पास कुछ इंटरफ़ेस होते हैं जोकि प्रोटोकॉल पर किए जा रहे ऑपरेशंस की सर्विसेज को एक्सप्लोर करते हैं जिन्हें एक्सप्लोइट या एग्जीक्यूट किया जा सकता हैऔर पियर इंटरफ़ेस यह बताता है कि किस तरह से मैसेज उन पीयर्स के बीच में दो प्रोटोकॉल से होते हुए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल तक पहुंचेगा तो इसमें पीयर टू पीयर इंटरफेस के स्पेसिफिकेशन शामिल हैं यदि मैं पीयर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो मुझे पीयर टू पीयर के स्पेसिफिकेशन को शामिल करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैसेज किस तरह से ट्रांसलेट होगा मैसेज का विशेष आकार क्या होगा मैसेज की संरचना क्या होगी और जब आप किसी एक्नॉलेजमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आगे कैसे कार्य करेगा ऐसे मॉड्यूल होने चाहिए जो इस विशेष इंटरफ़ेस को लागू करते हैं टिपिकल फीचर्स इस तरह हैं प्रोज सूडो कोड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और यह दो या दो से अधिक प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन को सही ढंग से लागू करता है इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देता है और कुल मिलाकर यह IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा निर्देशित है अन्यथा स्टैंडर्डाइजेशन एक बड़ी चुनौती होगी यदि आप इन्हें किसी अन्य सिस्टम की तरह देखते हैं ये प्रोटोकॉल एक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि दो पीयर के बीच इंटर ऑपरेट कैसे किया जाए और मूल रूप से उन सर्विसेज के साथ एक इंटरफ़ेस कैसे प्रदान किया जाए जो उस विशेष प्रोटोकॉल द्वारा प्रदान किए गए हैं यह उपयुक्त परिभाषा या उपयुक्त दिशानिर्देश हमें इस पूरी नेटवर्किंग को सही करने में मदद करता है और यह इंटर नेटवर्किंग संभव बनाता है अब हम प्रोटोकॉल के की एलिमेंट्स को फिर से देखते हैं जब हम इंडिविजुअल प्रोटोकॉल को देखते हैं तो हम एप्लीकेशन लेयर स्टैक को देखते हैं जिसमें एप्लिकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल है जबकि फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर आधारित होते हैं उसके आधार पर हम फिजिकल लेयर का ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आप लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लिकेशन लेयर को देखते हैं तो इनका योगदान प्रमुख रूप से इंटरनेटवर्किंग में हैं निश्चित रूप से एक फिजिकल लेयर होनी चाहिए और इसमें फ़िज़िकल लेयर में होने वाली अड़चन के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए जब हम इंडिविजुअल प्रोटोकॉल स्तर पर चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि उनमें क्या अंतर है इसलिए यदि आप किसी भी प्रोटोकॉल के की एलिमेंट्स को देखना पसंद करते हैं तो एक सिंटेक्स है या जिसे हम सिंटेक्टिकल स्पेसिफिकेशन कहते हैं जो डेटा फॉर्मेट सिगनल लेवल प्रकार की चीजें हैं राइट तो यह प्रोटोकॉल के ओवरऑल सिंटेक्स के बारे में बताता है अगला सेमांटिक है इसमें नियंत्रण जानकारी और एरर हैंडलिंग से निपटने की क्षमता शामिल है यह बताता है कि सभी प्रोटोकॉल में एरर से निपटने की क्षमता है या नहीं और प्रोटोकॉल में किस प्रकार की नियंत्रण जानकारी या नियंत्रण संरचना है एक सिंटैक्टिकल फ्रेमवर्क को देखते हुए हम देखेंगे कि यह प्रोटोकॉल कैसे काम करता है मान लीजिए मैं नेटवर्किंग से अलग रहता हूं और मैं किसी दूसरे हिस्से में एक वॉइस मैसेज की तरह एक संदेश भेजता हूं और रिसीवर इसकी व्याख्या करता है इसलिए मैं एक विशेष फॉर्मेट में एक संदेश भेजता हूं जैसे मैं कहता हूं मुझे एक विशेष फॉर्मेट में इसका रिस्पांस मिलेगा राइटकिसी विशेष चीज का परिणाम जानने के लिए मैं एक एसएमएस नंबर और कुछ रेफरेंस नंबर भेजता हूं इसलिए मैं तीन चार फ़ील्ड भेजता हूं और मुझे प्रतिक्रिया की उम्मीद है यह या तो वॉइस से जवाब देगा या मुझे कुछ अन्य संदेश वापस भेज देगा और अगर उन ओवरऑल चीजों में कोई फॉल्ट है अगर पैकेट ड्रॉप है या ट्रांसमिशन लाइन में फैलियर है तो इस परिस्थिति में एरर को कैसे हैंडल करेगा एक मामला यह है कि कोई एरर हैंडलिंग मेकैनिज्म नहीं है यदि आपको निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो आपको लगता है कि संदेश खो गया है और आप संदेश को फिर से भेजते हैं एक और मामला एक एरर हैंडलिंग मेकैनिज्म है इसमें यदि कोई नुकसान है तो इसे इंगित करने के लिए विशिष्ट मेकैनिज्म है यदि सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वह संकेत को फिर से भेजेगा या फिर से भेज देगा राइट यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह प्रोटोकॉल कैसे निर्दिष्ट किया गया है और उन सभी चीजों को होने के लिए हमें एक टाइमिंग रिलेशनशिप की आवश्यकता है तो एक स्पीड मैचिंग समस्या हो सकती हैआमतौर पर हम इस मामले में क्या करते हैं जब हमारे पास नेटवर्क के साथ पुश मैसेज होते हैं तो यह आमतौर पर स्टोर और फॉरवर्ड का अनुसरण करता है पहले मैसेज को स्टोर करता है और फिर आगे नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है यह करने के लिए कि यह क्या करने की कोशिश करता है यह इस इनकमिंग और आउटगोइंग स्ट्रीम को मिलाने की कोशिश करता है एक सिंक्रनाइज़ेशन होना चाहिए एक स्पीड मैचिंग चीज़ है क्योंकि अलग अलग स्पीड या अलग अलग फ़्रीक्वेंसी दरों पर काम करने वाले इंडिपेंडेंट डिवाइस हैं जबकि मुझे एक उपयुक्त स्पीड मैचिंग की आवश्यकता है अन्यथा कम्युनिकेशन संभव नहीं हो सकता है ताकि कहीं और निर्दिष्ट करने के लिए उस विशेष प्रोटोकॉल के भीतर कहीं और देखा जाए कुछ मामलों में हमें चीजों की सीक्वेंसिंग की आवश्यकता होती है मैं एक दो तीन मैसेज भेजता हूं और इसे एक दो तीन के रूप में पहुंचना चाहिए और जैसा कि हमने एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क में पहले भी देखा है जहाँ एक विशेष मैसेज को अलग अलग पैकेट या डेटाग्राम में तोड़ दिया जाता है और उन्हें फिर नेटवर्क पर इंडिपेंडेंट रूप से भेजा जाता है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हमेशा डेटाग्राम एक ही मार्ग को फॉलो करेगा और अंत में डेटाग्राम को उचित रूप से सीक्वेंस करने की आवश्यकता है राइट इसलिए सीक्वेंसिंग मेकैनिजम्स को किसी न किसी तरह से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है या तो यह उसी पाथ को फॉलो करता है या एक सीक्वेंस नंबर है जो इसे रिकंस्ट्रक्ट करने की अनुमति देता है इसलिए यदि आप इस नेटवर्क लेयर के किसी भी स्तर पर किसी भी प्रोटोकोल को देखते हैं तो वह एक दूसरे के साथ काम करते हैंमुझे इन अलग अलग पहलुओं सिंटेक्स सेमांटिक्स और इस टाइमिंग रिलेशनशिप को देखने की आवश्यकता है इसलिए प्रोटोकॉल को साकार करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जब भी किसी प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया जाता है तो इन पहलुओं को देखा जाता है अर्थात यह कैसे काम करेगा अब यदि आप इंटरफेस का ब्रॉडव्यू देखते हैं तो दोनों एंड पर कुछ हायर लेवल ऑब्जेक्ट हैं यह होस्ट 1 होस्ट 2 है यह सीधे एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है या यह इंटरनेट के किसी भी स्तर पर हो सकता है राइट यह मशीन से सीधे जुड़े या दो मशीनों से अलग अलग नेटवर्क और फ़्रेम के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं इसमें एक हायर लेवल के ऑब्जेक्ट है जिस पर मैसेज भेजा जा रहा है और यह इस प्रोटोकॉल के लिए एक सर्विस इंटरफ़ेस है ठीक है मैंने एक सर्विस इंटरफ़ेस उपयोग किया है और यह प्रोटोकॉल उन सर्विसेज को कैरी करता है और अन्य सर्विस इंटरफेस पर जाता है जैसे कि अगर मैं मोटे तौर पर यह कहने की कोशिश करता हूं कि मैं अपने स्टैंडर्ड पोस्टल सिस्टम या कूरियर सिस्टम के साथ किसी को लेटर लिख रहा हूं और फिर मैं इसे लिफाफे पर डालता हूं फिर पता लिखता हूं और इसे कहीं रख देता हूं या तो मैं इसे उस लेटर बॉक्स में डाल देता हूं या फिर रजिस्टर करता हूं या कोरियर सिस्टम के जरिए उनके डेस्क में डाल देता हूं तो इसे लेने के लिए इंटरफ़ेस है और उसे दूसरे एंड पर ले जाने का एक अलग तरीका है तो यह दो प्रोटोकॉल हैं IIT खड़गपुर से किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे एंड पर कैसे ले जाना है यानी कोलकाता तक कैसे लेकर जाना है जिसके लिए दूसरे प्रोटोकॉल एंड पर एक इंटरफेस की आवश्यकता होगी तो यह ऐसा है कि हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि हर प्रोटोकॉल में इंटरफेस को प्रॉपर्ली डिफाइंड किया जाना चाहिए और यदि आप इसे देखते हैं तो प्रोटोकॉल में एक इन्हेरेंट हायरारकी है राइट जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर पर हैं प्रोटोकॉल की अगली लेयर यह होनी चाहिए और फिर एक और लेवल है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम हर लेयर को देखते जाएंगे अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस प्रोटोकॉल स्टैक में एक इन्हेरेंट हायरारकी है यहां हम प्रोटोकॉल स्टैक के विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और हम हर इंडिविजुअल लेयर को देखने के बाद प्रोटोकॉल्स की और गहराई में जाएंगे और फिर एक और बात जो हमने पहले ही किसी रूप में चर्चा की है वह एनकैप्सुलेशन है राइट जैसे कि एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर तो यह एनकैप्सूलेशन दिखाता है इसका मतलब है कि एप्लिकेशन लेयर पर उत्पन्न डेटा इस अगली लेयर के लिए पेलोड बन जाता है और अपने हेडर और अन्य जानकारी के साथ यह अगले हेडर के लिए पेलोड बन जाता है इसलिए हायर लेवल पर उत्पन्न डेटा किसी न किसी रूप में एनकैप्सुलेट हो जाता है और अंत में इसे इस फिजिकल मीडिया के माध्यम से दूसरे एंड तक ले जाया जाता है जहां इसे अलग अलग बंडल से फिर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो यह बात की एक अलग सुंदरता है जैसे कि इंटरमीडिएट लेयर पैकेट को उस लेयर तक ओपन करती है जिस लेयर पर उसकी आवश्यकता हो जैसे हम कह रहे हैं कि एक नेटवर्क इंटरफ़ेस एक राउटर इंटरफ़ेस नेटवर्क लेयर तक ओपन हो जाएगा यह हायर लेयर पर नहीं ओपन हो रहा है इसीलिए हम कहते हैं कि ये लेयर 1 डिवाइस लेयर 2 डिवाइसेस लेयर 3 डिवाइसेस लेयर 4 डिवाइसेस और इसी तरह आगे 7 लेयर्स तक लेयर डिवाइसेस हैंअगर हम उस प्रोटोकॉल OSI का अनुसरण करते हैं या अन्य तरीके से हम कहते हैं कि लेयर 5 डिवाइस है उस लेयर तक पैकेट को ओपन कर देता है तो लेयर 1 डिवाइस डेटा लिंक लेयर तक ओपन हो जाएंगे और इसी तरह हर लोअर लेवल डिवाइस अपनी अप्पर लेयर पर ओपन हो जाते हैं यह उस स्तर तक काफी है बाकी चीजें मेरे लिए एक पेलोड हैं हम ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को जल्दी से रिविजिट करते हैं इसमें 7 लेयर होती हैंजैसे कि फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्कट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन और इंटरमीडिएट राउटर्स इंटरमीडिएट राउटर नेटवर्क लेयर तक होते हैं इसलिए जो हम कहते हैं कि ये पीयर्स किसी प्रकार के वर्चुअल कनेक्शन से जुड़े हैं या वर्चुअली जुड़े हुए हैं मुझे वर्चुअल कनेक्शन नहीं कहना चाहिए तो इस नेटवर्क लेयर में जो कुछ भी है वह इसके द्वारा ओपन किया जा सकता हैऔर इस तक की बाकी चीजें नेटवर्क लेयर के लिए पेलोड बन जाती हैं तो यह इस नेटवर्क लेयर के लिए पेलोड के रूप में उस डेटा को ले जाता है अब यह आगे बढ़ता है तो अगर बीच में एक लेयर 2 डिवाइस है तो यह केवल इस डेटा लिंक लेयर तक देखा जा सकता था यदि कोई हब या सिंपल रिपीटर है तो यह फिजिकल चीज हो सकती है जो केवल सिग्नल को रीजेनरेट कर रही है और सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है राइट ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटवर्क के भीतर एक या एक से अधिक नोड हो सकते हैं जो इसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की अनुमति देते है अगर यह दो एंड होस्ट या रिमोट होस्ट है तो यह इसे देखेगा इसलिए यदि हम उस प्रोटोकॉल लेयर की टिपिकल फंक्शनैलिटीज को देखते हैं तो हमारे पास फिजिकल लेयर हैं जो एक कम्युनिकेशन लिंक पर रॉ बिट्स के कम्युनिकेशन को संभालती हैं फिजिकल लेयर का संबंध चीजों से है अगर यह डेटा प्राप्त करता है तो यह पहचानता है कि इस बिट्स को कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से कैसे ट्रांसमीट किया जा सकता है प्रमुख बातों में से एक यह है कि ये एनालॉग सिग्नल में सबसे अधिक ट्रांसमिशन होते हैं एनालॉग सिग्नल के डीटेल्ड ट्रांसमिशन के लिए प्रोविजन हैं ताकि डेटा चीजों में कनवरटेड ट्रांसमीट और रीजेनरेटेड हो जाए इसलिए फिजिकल लेयर को इन चीजों से मतलब नहीं होता कि अप्पर लेयर पर क्या कार्य हो रहे हैं राइट फिजिकल लेयर की मुख्य कार्यक्षमता डाटा को एक एंड से दूसरे एंड पर एरर फ्री तरीके से पहुंचाना होता है ताकि इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके और यह परेशान हुए बिना करता है कि अप्पर लेयर पर क्या हो रहा है यदि हम डेटा लिंक लेयर या लेयर 2 को देखते हैं तो यह बिट्स की स्ट्रीम को एक बड़े समुच्चय में इकट्ठा करता है जिसे फ्रेम कहा जाता है इसलिए यह फ़्रेम नामक बिट्स की एक स्ट्रीम को इकट्ठा करता है हम फिजिकल लेवल पर डाटा को रॉ बिट्स कहते हैं डाटा लिंक लेयर पर उसे फ्रेम्स कहा जाता है प्रोटोकॉल में कार्यान्वित OS में नेटवर्क एडेप्टर के साथ डिवाइस ड्राइवर भी लेयर पर रहते है राइट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या यहां तक कि वाई फाई कनेक्टिविटी वाले मोबाइल डिवाइसेज को भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है ट्रांसमिशन लाइनों से कनेक्ट करने के लिए जैसे कि इसे वायर्ड किया जा सकता है यह वायरलेस और प्रकार की चीजें हो सकती हैं जो RJ 45 की तरह वायर्ड कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए एक इंटरफ़ेस कार्ड है जो सिस्टम और इंटरफ़ेस से RJ 45 के सिगनल्स या डेटा को हमारे कॉपर केबल तक ले जाता है राइट यदि आपके पास एक फाइबर कनेक्शन है तो यह उस विशेष सिग्नल में परिवर्तित करता है इंटरफ़ेस कार्ड इस डेटा को उस एप्रोप्रियेट सिग्नल लेवल में बदलने के लिए जिम्मेदार है ताकि इसे ट्रांसमिट किया जा सके तो यह बेसिक प्रॉपर्टी है या यह डेटा लिंक लेयर की प्रमुख फंक्शनैलिटीज में से है हम उसका उल्लेख करते हैं यह हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी को बनाए रखता है हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी में अगला हॉप कौन सा होगा वह भी डेटा लिंक लेयर निश्चित करता है डेटा लिंक लेयर में एक हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस होने की प्रॉपर्टी भी होती है जिसे हम लोकप्रिय रूप से जानते हैं तो यह वह पता है जो इस इंटरफ़ेस कार्ड के साथ आता है यह एक हॉप से दूसरे हॉप पर जाता है यहां तक कि राउटर के कई हॉप्स के बीच एक नेटवर्क कनेक्टिविटी है इसे उस विशेष हॉप पर आना पड़ता है और फिर उस विशेष हॉप की डेटा लिंक लेयर तक और फिर होप टू होप कनेक्टिविटी स्थापित होती है डेटा इस विशेष सिग्नल पर ट्रांसमिट होता है नेटवर्क लेयर पैकेट स्विचड नेटवर्क के भीतर नोड्स के बीच रूटिंग को हैंडल करता है तो नेटवर्क लेयर नोड्स के साथ रूटिंग को संभालती है इसलिए यदि दो डिवाइस या दो स्टेशन हैं तो यह नेटवर्क लेयर रूटिंग का ध्यान रखता है यह मूल रूप से डेस्टिनेशन के लिए सोर्स के बीच का रास्ता खोजने के लिए जिम्मेदार है डेस्टिनेशन नोड के लिए सोर्स नोड डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए सोर्स नेटवर्क इत्यादि तो यह एक पाथ या रूट ढूँढता है या यह रूटिंग में मदद करता है भले ही यह पाथ ढूंढने के लिए एक हॉप से दूसरे हॉप से हॉप की राह पर चल रहा हो इसे वापस आना होगा यह हॉप से हॉप पर जाने के लिए इस डेटा लिंक लेयर के नीचे आता है डेटा लिंक लेयर पर आने के लिए दोबारा चीजों को ट्रांसमिट करना होगा चीजों को ट्रांसमिट करने के लिए उपयुक्त मीडिया का पता लगाने के लिए फिजिकल लेयर पर आना पड़ता है इसलिए डेटा लिंक नेटवर्क लेयर बहुत हायर है यह इस बात की परवाह करता है कि यह पाथ कैसा होगा इस लेयर में नोड्स के बीच एक्सचेंज किए गए डेटा की यूनिट्स को पैकेट कहा जाता है तो हम बिट्स कहते हैं फिर फ्रेम फिर पैकेट तो ये अलग नॉमनक्लेचर हैं जो आमतौर पर चीजों में लूप किए जाते हैं अगर हम कुछ लिटरेचर या बुक्स में इन 3 लेयर्स को निचली 3 लेयर्स पर लागू करते हैं जैसा कि आमतौर पर सभी नेटवर्क में लागू किया जाता है ये लेयर्स ज्यादातर सभी नेटवर्क नोड्स में उपलब्ध हैं जो राउटिंग की अनुमति देता है राइट यह सभी इंटरमीडिएट नेटवर्क नोड में कम से कम राउटिंग की फैसिलिटी प्रदान करता हैं तो यह राउटिंग की अनुमति देता है लेयर्स पर प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी जारी रहती है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन लागू करता है नेटवर्क लेयर कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने के लिए पाथ प्रदान करता है इस मामले में डेटा एक्सचेंज की यूनिट को हम मैसेज कहते है OSI के मामले में हमारे पास दो और लेयर्स हैं एक सेशन लेयर जो नेम स्पेस प्रदान करती है जो कि एक साथ संभावित विभिन्न ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है जो सिंगल एप्लीकेशन का हिस्सा हैं सेशन मूल रूप से एक सेशन का रखरखाव कर रहा है एक नाम स्पेस प्रदान करता है जो कि एक ही अनुपात के संभावित विभिन्न ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह सेशन से सेशन कम्युनिकेशन है प्रेजेंटेशन लेयर पीयर्स के बीच डाटा एक्सचेंज के फॉर्मेट से संबंधित सुविधा प्रदान करता है यह पर्टिकुलर मैसेज के लिए एक्सचेंज फॉर्मेट और सपोर्ट प्रदान करता है और एप्लिकेशन मूल रूप से एप्लिकेशन है जहां एंड यूजर रुचि रखता है इस नेटवर्क स्टैक का उपयोग करके सामान्य प्रकार के एक्सचेंजर्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है मेरे पास कुछ एप्लिकेशन हैं जैसे फ़ाइल ट्रांसपोर्ट एप्लिकेशन रिमोट लॉगिंग एप्लिकेशन तो यह लेयर हमें यह जानने की अनुमति देती है कि यह एप्लिकेशन को नेटवर्क में कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है या इसे स्टैंडर्डाइज्ड किया जा सकता है ताकि यह इस नेटवर्क पर जा सके ट्रांसपोर्ट लेयर और हायर लेयर आम तौर पर एंड होस्ट पर चलती हैं राइट न कि इंटरमीडिएट स्विच या राउटर में तो हम इस ट्रांसपोर्ट लेयर फ़ंक्शनलिटीज़ को देखते हैं या सेशन प्रेजेंटेशन जैसी हायर लेयर जो एंड डिवाइसेज हैं राइट अगर हम फिर से इस नेटवर्क आर्किटेक्चर को देखते हैं एक तरीका है कि हमारे पास अप्पर लेयर हैं फिर हमारे पास यह ट्रांसपोर्ट लेयर है फिर आईपी जो मुझे नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति देता है इसे देखने का एक और तरीका है जो इस ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग करते हैं जो कि आईपी उपयोग करते हैं और बाकी सब नेटवर्क है जो कि पिछले तीन नेटवर्क हैं और ऐसे एप्लिकेशन हो सकते हैं जो सीधे आईपी के साथ बात करते हैं ऐसे एप्लिकेशन हो सकते हैं जो सीधे इस सब नेटवर्क से बात करें राइट तो ऐसी चीजें हैं जो इसे बड़े पैमाने पर इंटर ऑपरेशन की अनुमति देते हैं और अगर हम इंटरनेट आर्किटेक्चर को देखें जो कि आईईटीएफ द्वारा परिभाषित किया गया है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट लेयरिंग नहीं है राइट यह एप्लिकेशन विभिन्न ट्रांसपोर्ट लेयर को बायपास करने और आईपी या अन्य अंतर्निहित नेटवर्क का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है IETF इस तरह की चीजों पर बहुत सख्त नहीं है चीजों को स्टैंडर्डाइज्ड करना अच्छा हो सकता है ताकि बेहतर तरीके से इंटर ऑपरेट कर सकें और अगर आप देखते हैं कि मॉडल किसी तरह के आवर ग्लास की तरह है तो आप पाएंगे कि आवर ग्लास आकार में ऊपर से चौड़ा बीच में संकीर्ण और सबसे नीचे चौड़ा होता है आईपी आर्किटेक्चर के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है यदि आप नेटवर्क को देखते हैं तो मेरे पास अलग अलग नेटवर्क हैं तो यह इसका सबसे बुनियादी पहलू है यहां तक कि अगर आप टेलीकॉम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपके पास टेलीकॉम सर्कल और ट्रंक लाइन है जो उन्हें जोड़ती है यह एक आवरग्लास की तरह है एक नए प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर आर्किटेक्चर में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल विनिर्देश और विनिर्देश के कम से कम एक प्रतिनिधि कार्यान्वयन की आवश्यकता है हम यह भी देखेंगे की कैसे नया प्रोटोकोल आर्किटेक्चर में इंक्लूड किया जाता है जब हम नेटवर्क के डिफरेंट डिस्कशन पर जाएंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एक अवधारणा है एप्लिकेशन प्रोग्राम नेटवर्क द्वारा निर्यात किया गया इंटरफ़ेस है चूंकि अधिकांश नेटवर्क प्रोटोकॉल सॉफ़्टवेयर में उच्च प्रोटोकॉल स्टैक में लागू किए जाते हैं और लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से को लागू करते हैं राइट हम देखते हैं कि हायर लेवल की चीजें ज्यादातर सॉफ्टवेयर पर होती हैं और लगभग सभी कंप्यूटर सिस्टम अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल को ऑपरेटिंग सिस्टम के एक हिस्से पर ही लागू करते हैं प्रोटोकॉल में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और बाकी की चीजें होती हैं इंटरफ़ेस को नेटवर्क एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग या एपीआई इंटरफ़ेस कहा जाता है यह महत्वपूर्ण है यह एप्लीकेशन को एप्लीकेशन से बात करने की अनुमति दे सकता है जब हम उन अलग अलग एप्लिकेशन लेयर चीजों के बारे में बात करेंगेतब हम अलग अलग संदर्भों में फिर से इन API को लेंगे जब आप TCPIP प्रोटोकॉल स्टैक पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ओ एस आई की तुलना में सेम फंक्शनैलिटीज होती हैं यहाँ इसे 4 लेयर के रूप में दिखाया गया है लेकिन आप इसे कई संदर्भ पुस्तकों में 5 लेयर के रूप में देख सकते हैं एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेटवर्क और नेटवर्क इंटरफेस एंड हार्डवेयर लेयर हैं इस मामले में यह नेटवर्क इंटरफेस और हार्डवेयर को एक साथ जोड़ा जाता है यह एक प्रकार का 4 लेयर मॉडल है कई जगह पर 5 लेयर थी जहां फिजिकल लेयर को डेटा लिंक से अलग किया जाता है क्योंकि फिजिकल कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन में बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस और इंटीग्रिटी हैं जिन्हें हमें एक अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है आपके पास टॉप लेवल के एप्लीकेशन में यह प्रेडोमिनेंट प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी है तो हमारे पास यहां डोमिनेंट प्रोटोकॉल आईपी है एक कंपेनीयन प्रोटोकॉल है जो आईसीएमपी है हम उन एआरपी आरएआरपी को फिर से लोअर लेयर्स के साथ इंटरफेस करने के लिए देखेंगे जैसे डेटा लिंक लेयर इत्यादि हम जल्दी से इन टीसीपी आईपी TCPIP प्रोटोकॉल स्टैक पर जाने की कोशिश करते हैं एप्लिकेशन लेयर उस प्रोग्राम द्वारा प्रदान की जाती है जो संचार के लिए टीसीपी आईपी का उपयोग करता है एक एप्लिकेशन एक उपयोगकर्ता प्रक्रिया है जो आमतौर पर एक अलग होस्ट पर एक अन्य प्रक्रिया के साथ सहयोग करती है एकल होस्ट के भीतर आवेदन संचार के लिए एक लाभ भी है एप्लिकेशन के उदाहरणों में टेलनेट और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल शामिल हैं तो मेरे पास एक FTP क्लाइंट है कहीं FTP सर्वर चल रहा है एप्लिकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच का इंटरफ़ेस पोर्ट संख्या और सॉकेट द्वारा परिभाषित किया गया है मैं किसी विशेष एप्लिकेशन की पहचान कैसे करूं यह आमतौर पर IP द्वारा पहचाना जाता है जहां एप्लिकेशन चल रहा है और पोर्ट जहां यह इंटरफ़ेस है जहां आपको कनेक्ट करने की आवश्यकता है हम सॉकेट नामक एक अवधारणा पर आते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में हमारे पास कुछ सॉकेट प्रोग्रामिंग होगी जब हम इस सॉकेट प्रोग्रामिंग पहलू के बारे में बात करते हैं तो हम सॉकेट पर थोड़ा और विस्तार करेंगे तो सॉकेट हमें एप्लीकेशंस से कनेक्ट करने की अनुमति देता है अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर आते हैं यह एक प्रोसेस को आईडेंटिफाई करता है ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लिकेशन को उसके रिमोट पीयर से डेटा डिलीवर करके एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है एक साथ कई एप्लीकेशन का समर्थन किया जा सकता है राइट इसलिए पोर्ट लेवल पर दो एप्लीकेशंस है एक साथ कई कार्यों का समर्थन किया जा सकता है जिसे कौनक्यूरेंट एप्लीकेशन कहते है प्रीडोमिनेंट प्रोटोकॉल टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड रिलाएबल डेटा रिकवरी डुप्लिकेट डेटा सपरेशन कंजेशन कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वगैरह प्रदान करता है एक और प्रोटोकॉल है जो बहुत लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है वह यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है तो यह कनेक्शन लैस अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट सर्विस है राइट कुछ मामलों में एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वगैरह अप्पर लेयर्स को संभालना होता है राइट आमतौर पर यूडीपी का उपयोग उन एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है जिन्हें एक तेज ट्रांसपोर्ट मेकैनिज्म की आवश्यकता होती है और कुछ डेटा के नुकसान को सहन कर सकते हैं राइट हम देखेंगे कि यह यूडीपी किस प्रकार के एप्लीकेशंस में उपयोगी होगा और कहां हम इस प्रकार का उपयोग करते हैं इसके बाद आता है इंटर नेटवर्किंग लेयर या आईपी लेयर या नेटवर्क लेयर जो हमें पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर रूट करने की अनुमति देती है तो यह नेटवर्क को जोड़ता है राइट इस परत में आईपी सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो निचली परतों से विश्वसनीयता ग्रहण नहीं करता है आईपी रिलायबिलिटी फ्लो कंट्रोल या एरर रिकवरी प्रदान नहीं करता है इन कार्यों को उच्च स्तर पर प्रदान किया जाना चाहिए यह कनेक्शन लेस बेस्ट एफर्ट सर्विस है राइट आईपी एक रूटिंग फ़ंक्शन प्रदान करता है जो संचारित संदेशों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का प्रयास करता है अब हम इसे और थोड़ा विस्तार से देखेंगे यह प्रोटोकॉल रिलायबिलिटी प्रदान नहीं करता है कोई फ्लो कंट्रोल एरर रिकवरी नहीं है और यह फ़ंक्शन हायर लेवल द्वारा प्रदान किया जा सकता है तो इसमें प्रमुख प्रोटोकॉल आईपी आईसीएमपी आईजीएमपी एआरपी आरएआरपी है और हम उन पर चर्चा करेंगे जब हम आरएआरपी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है लेकिन प्रमुख प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल है नेटवर्क इंटरफेस लेयर जिसे लिंक लेयर या डेटा लिंक लेयर भी कहा जाता है वास्तविकता में नेटवर्क हार्डवेयर का इंटरफ़ेस है यहां मुख्य प्रोटोकॉल आईईई 8022 IEEE 8022 23 हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास ईथरनेट प्रोटोकॉल है एक्स25 एटीएम X25 ATM एफडीडीआई एसएनए और विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हैं एक अंडरलाइन कम्युनिकेशन पाथ है जो यह अनुमति देता है कि यह विशेष फ्रेम डेटा लिंक लेयर और बिट्स के रूप में उस विशेष फिजिकल लेयर कनेक्टिविटी में पुश कर दिया जाता है अगर हम फिर से देखते हैं और वापस आने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इस अलग प्रकार के लेयर एप्लिकेशन हैं जहां ये एप्लिकेशन प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर इंटर नेटवर्क लेयर में से कुछ प्रमुख हैं और ऐसे इंटरफेस हैं जो डेटा लिंक और फिजिकल को जोड़ती है हमारे पास अलग अलग डेटा लिंक हो सकते हैं अलग अलग व्यवहार किए जाते हैं हमने इसे सिंगल स्टैक के रूप में दिखाया है यह सिंगल स्टैक है अंडरलाइन फिजिकल लेयर फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ इस प्रकार के प्रोटोकॉल का ध्यान रखता है यदि हमारे पास एक बड़ी तस्वीर है तो हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर हैं जहां यह एप्लिकेशन इस ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस प्वाइंट से गुजरता है और नेटवर्क एक्सेस करता है और हमारे पास एक अंडरलाइन कम्युनिकेशन पाथ है जो मुझे इस इंटरनेट पर इस अलग डिवाइस से कनेक्ट करने की अनुमति देता है और अगर हम एक ही चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं तो पीयर टू पीयर एप्लिकेशन हैं एफटीपी क्लाइंट एफटीपी सर्वर को समझते हैं एचटीटीपी क्लाइंट HTTP सर्वर को समझते हैं यह एप्लीकेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है यदि TCP मूल चीज है जो टीसीपी या यूडीपी से जुड़ता है यह नेटवर्क एक्सेस आईपी एक से दूसरे पैकेट को रूट करता है और यह डेटा लिंक पर जाता है फिर यह फिजिकल लेयर पर जाता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा रहा है तो यह एक यूबीक्यूटअस तरीके से जाता है राइट हम इस विशेष वार्ता में यह देखने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से दो होस्ट के बीच कम्युनिकेशन कैसे संभव है और चीजों में विभिन्न प्रकार की सर्विसेज किस तरह से प्रदान की जाती हैं और बाद के लेक्चर में धीरे धीरे हम अलग अलग लेयर्स को इंडिविजुअली देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं मुख्य प्रोटोकॉल क्या हैं वे कैसे काम करते हैं और इसी तरह आगे भी देखेंगे राइट और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था कि हम सॉकेट प्रोग्रामिंग जैसे प्रोग्रामिंग के छोटे बिट्स को देखते हैं आप कैसे जान सकते हैं कि दो चीजें कैसे काम करती हैं तो इसके साथ ही आज की चर्चा को रोकते हैं धन्यवाद